नमस्कार मित्रों कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कोर्स में आपका सभी का स्वागत है हम डॉकिंग के विषय को जारी रखेंगे पिछली कक्षा में मैंने इस बारे में बात की थी कि ऑटो डॉक का उपयोग कैसे किया जाता है और स्विस डॉक नामक एक अन्य सॉफ्टवेयर भी है तो मेरे पास यह दिखाने का समय नहीं है लेकिन आप उस सॉफ़्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं तो चलिए हम इस इन्फ्लेमेटरी पाथवे पर चलते हैं तो हमारे पास निर्मित एराकिडोनिक एसिड है जो कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम द्वारा प्रोस्टाग्लैंडीन एच2 में परिवर्तित हो जाता है और एराकिडोनिक एसिड भी लिपोक्सिजीनेज़ एंजाइम द्वारा ल्यूकोट्राईइन में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी दवाएं हैं जो की खास कॉक्स 2 के लिए हैं जो कि मार्केट में हैं जैसे कि वैल्डिकोक्सीब रॉफॉकोक्सीब सेलेकॉक्सिब तो हम कॉक्स 2 की संरचना डाउनलोड कर सकते हैं यह कॉक्स 2 एंजाइम की संरचना है इसे 1cx2 कहा जाता है तो यदि आप अपने pdb 1cx2 को देखते हैं तो आप साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 देख सकते हैं जिसे PG सिंथेज़ 2 भी कहा जाता है यह एक यहां है आप इसे देख सकते हैं और यह आपको साहित्य भी प्रदान करता है तो यह 1cx2 साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 और एक लाइगैंड है और तो एक चयनात्मक अवरोधक या इन्हिबिटर एससी 558 एससी 558 इस साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 का एक चयनात्मक अवरोधक है अब फिर हम ऑटो डॉक जैसे सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं या इस विशेष एंजाइम की एक्टिव साइट को हटा सकते हैं जहां ये एक्टिव साइट में मौजूद अमीनो एसिड हैं तो जब हम इन मॉलिक्यूल में से प्रत्येक की बाइन्डिंग करते हैं तो लगभग करीब 12 मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हमने चुना है जिनमें चयनात्मक होना ज्ञात है और उनमें से कुछ इतने चयनात्मक नहीं हैं लेकिन हम उनकी एक्टिविटी को जानते हैं आईसी 50 होता है तो हमें इन के लिए ऑटो डॉक का उपयोग करके बाइंडिंग एनर्जी या इंटरैक्शन एनर्जी मिलती है इन मॉलिक्यूल में से 12 और यहां हम उनकी एक्टिविटी को प्लाट करते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा नकारात्मक संबंध है तो जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे एक्टिविटी भी बढ़ती है तो यह काफी अच्छा कोरिलेशन कोअफिशन्ट है तो इसका क्या उपयोग है मान लीजिए हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जो हमें लगता है कि हम डिजाइन कर सकते हैं जिसके पास एक बेहतर एक्टिविटी हो हम इसे इस कॉक्स 2 एंजाइम से बांध सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कहां बाइंडिंग एनर्जी या इंटरैक्शन एनर्जी जो आती है मिलेगी और फिर हम एक प्रकार से इसके IC 50 का अनुमान कर सकते हैं जैसे चाहे वह यहाँ आए या यहाँ और वास्तव में इसी प्रकार से तो इसे IC50 का अनुमान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अब एक और उदाहरण पर नजर डालते हैं जिसे आप जानते हैं प्लेटलेट एकत्रीकरण प्लेटलेट एकत्रीकरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो थ्राम्बोसिस की ओर जाता है प्लेटलेट अवरोध एंडोथेलियम प्लेटलेट और प्लाज्मा जमाव के कारकों को अत्यधिक थ्रोम्बोजेनिक सबइंडोथेलियल एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से मिलने से रोकता है तो गैर सक्रिय प्लेटलेट्स एंडोथेलियम पर जुड़ते नहीं हैं और तो सक्रिय प्लेटलेट्स जुड़ते हैं यही बड़ी समस्या है कई दवाएं हैं जो एंटीप्लेटलेट एकत्रीकरण या एग्रीगेशन के लिए दी जाती हैं आजकल एस्पिरिन लगता है आप जानते हैं सूडो सैलिसिलेट डायहाइड्रॉक्सीबेंजोइक एसिड क्लोपिडोग्रेल और वास्तव में बहुत सारे प्रतिस्थापित फिनाइल सिस्टम और यह सभी हैं तो इन दवाओं में से कई की एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी तस्वीर में बताई गई है और हमने इस तरह के कुछ कंपाउंड्स को भी देखा है उन्हें पैनोल कहते हैं फिर इसे देखें यह लगभग एस्पिरिन जैसा है आर 1 और आर 2 हम यहां बहुत सारे प्रतिस्थापन डाल सकते हैं तो हम बड़ी संख्या में डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं हम इनकी एंटीप्लेटलेट गतिविधि को देख सकते हैं और कॉक्स 1 एक एंजाइम है जिसे प्लेटलेट एकत्रीकरण में शामिल होने के लिए जाना जाता है जैसा कि आप यहाँ पाथवे को देख सकते हैं जहाँ यह साइक्लोऑक्सीजिनेज आया है तो कॉक्स 1 हमें अवरोध करने की आवश्यकता है तो मेरा मतलब है अगर आप पीडीबी को देखें तो कॉक्स 1 की बहुत अच्छी 3 डी संरचना उपलब्ध हैं तो हम इसे ले सकते हैं और फिर हम कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं वहां कई कॉक्सिब हैं यह कॉक्स 1 है यह मोफेज़ोलैक के साथ जुड़ा है यह कॉक्स 1 है जो कि फ्लोरबिप्रोडफेन के साथ जुड़ा है चित्र में कई ऐसे कॉक्स 1 हैं हम बिना जुड़े हुए पर आधारित को डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारी आवश्यकता के आधार पर बस हमारी आवश्यकता के अनुसार हम डाउनलोड कर सकते हैं यह PDB से मिली हुई संरचना है अब निश्चित रूप से हम ऑटो डॉक का उपयोग कर सकते हैं और हमारे पास बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हमने संश्लेषित किया है ये सभी डेरिवेटिव हैं तो हम उन सभी को जोड़ सकते हैं या उन सभी को डॉक कर सकते हैं जैसा कि आप कॉक्स 1 पर अपनी डॉकिंग को देख सकते हैं कॉक्स 1 को यहां डॉकिंग कर सकते हैं यह साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 है बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल उसके साथ डॉक करते हैं तो हम बाइंडिंग एनर्जी या इंटरैक्शन एनर्जी के बीच एक संबंध प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हम इसे कहते हैं या डॉक और अनडॉक के बीच का एनर्जी फ़र्क और फिर यह आपके प्लेटलेट एकत्रीकरण का प्रतिशत अवरोध है फिर से आप देखें एक अच्छा नकारात्मक सहसंबंध जैसे जैसे बाइंडिंग या इंटरैक्शन बढ़ता है एक्टिविटी या प्रतिशत अवरोध भी बढ़ता है तो हम इस प्रकार के लक्ष्य पर आधारित डिजाइन का उपयोग नए मॉलिक्यूल को डिजाइन करने के लिए भी कर सकते हैं तो नया मॉलिक्यूल में यदि मैं नई संरचना के साथ आता हूं तो मैं इसे उसी एंजाइम के साथ डॉक कर सकता हूं और फिर डॉकिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी या इंटरैक्शन एनर्जी के आधार पर अनुमान लगा सकता हूं कि इसकी एक्टिविटी क्या होगी आइए हम एक और उदाहरण देखें एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स इन दवाओं का उपयोग आपके उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है कुछ खास बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं कुछ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स हैं एंजियोटेंसिन को बदलने वाले एंजाइम के इन्हींबिटर्स अवश्य ही डाययूरेटिक्स आम तौर पर ये बहुत लोकप्रिय हैं ज़ाहिर है डॉक्टर भी डाययूरेटिक्स लिखते हैं तो इस बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट को देखें २ हैं बीटा 1 और बीटा 2 तो गैर चयनात्मक या नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स होते हैं उन्हें बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है जो दोनों बीटा 1 और बीटा 2 के साथ जुड़ सकता है या वे चयनात्मक या सिलेक्टिव होते हैं जो गैर चयनात्मक हैं कार्टियोलोल पिंडोलोल कार्वेडिलोल प्रोप्रानोलोल और बीटा 1 सिलेक्टिव भी हैं एसीब्यूटोलौल एटेनोलोल बेटाक्सोलोल और वास्तव में इसी प्रकार नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 हैं या सिलेक्टिव बीटा 1 है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिनैप्टिक सिम्पथेटिक तंत्रिका यहाँ आती है और फिर जो यहाँ जाती है और फिर हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स होते हैं तो यह मूल रूप से बीटा 1 को ब्लॉक करता है या यह बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है तो फिर से वहाँ संरचनाएं उपलब्ध हैं जो बीटा ब्लॉकर हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो कई बीटा ब्लॉकर्स हैं बहुत से बीटा ब्लॉकर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं उनमें से लगभग 25 वहाँ हैं बीटा ब्लॉकर हमारे पास उससे जुड़ी हुई ड्रग प्रोप्रानोलोल है तो बहुत सारी ड्रग्स या दवाई मौजूद है बहुत सारी दवाएं बीटा ब्लॉकर की बहुत अच्छी 3 डी संरचना उपलब्ध है बीटा ब्लॉकर से जुड़ी प्रोप्रानोलोल नामक दवा की और तो एक बार जब हम इन सभी ड्रग्स को एक्टिव साइट पर डॉक करते हैं और फिर हम IC50 या pIC50 को प्लॉट करते हैं जो साहित्य से मिल जाता है और फिर इसे हम अंतर आणविक ऊर्जा या इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी या बाध्यकारी ऊर्जा या बाइन्डिंग एनर्जी या अंतःक्रियात्मक ऊर्जा या इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं पुनः आप एक अच्छा कोरिलेशन देख सकते हैं और जितनी अधिक नकारात्मक हमें मिलती है इसका मतलब है कि एक्टिविटी अधिकतम होगी अब फिर से यह उच्च रक्तचाप में शामिल है एक और एंजाइम है जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं तो ये ACE इनहिबिटर वैसोडाईलेशन उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है की हमारे पास ACE एंजाइम है जो A1 को A2 में परिवर्तित करता है जिसकी वजह से वैसोकन्स्ट्रिक्शन होता है रक्त की मात्रा बढ़ जाती है यह सभी चीजें तो A1 को एंजियोटेंसिन 1 कहा जाता है जो इस एंजाइम ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित होता है तो ऐसी दवाएं हैं जो इस विशेष एंजाइम ACE को अवरुद्ध करती हैं और इसलिए A1 A2 में परिवर्तित नहीं होता है तो वैसोकन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है तो इस प्रकार से ये दवाएं काम करती हैं ACE को ACE इनहिबिटर कहा जाता है अनेक प्रकार के ड्रग्स हैं बेनाजिप्रिल कैप्टोप्रिल एनालाप्रिल फॉसिनोप्रिल लिसिनिप्रिल lisinipril रामिप्रिल और इसी तरह तो ये सभी दवाएं इस विशेष एंजाइम ACE एंजियोटेन्सिन कन्वर्टिंग एंजाइम को अवरुद्ध करने की दिशा में काम करती हैं इसी प्रकार कई ACE हैं बस एसीई टाइप करें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां एसीई के कई कई क्रिस्टल संरचनाएं हैं एसीई के कई कई क्रिस्टल संरचनाएं यहां हैं तो आप जो चाहते हैं उसके प्रति अधिक चयनात्मक हो सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं एंजियोटेनसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लिसिनोप्रिल के साथ काम्प्लेक्स बना रहा है यह वह ड्रग है जो इस विशेष एंजाइम के साथ जोड़ रही है तो हम लिसिनोप्रिल को देख सकते हैं यहाँ हो सकता है आप यहाँ ड्रग को देख सकते हैं तो हम प्रोटीन की क्रिस्टल संरचना को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम इन सभी ACE इन्हिबिटर को डॉक कर सकते हैं और इन ड्रग्स की ACE के साथ एक्टिविटी पर साहित्य डेटा उपलब्ध है परसेंटेज इन्हींविशन इसके अलावा आप इस को ACE में डॉक किया हुआ देख सकते हैं ACE में डॉक की गई ड्रग तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह बाइन्डिंग एनर्जी है जितनी अधिक बाइन्डिंग होगी एनर्जी उतनी ही अधिक होती है यह इस अक्ष या एक्सेस पर एक्टिविटी है तो बहुत सारे लिगेंड और ये त्रिकोण ड्रग्स हैं यह ड्रग है और इस प्रकार आप एक अच्छी सीधी रेखा प्राप्त करते हैं 07 के R स्क्वायर के साथ जो खराब नहीं है तो जैसे ही बाइन्डिंग एनर्जी बढ़ती है एक्टिविटी भी बढ़ जाती है तो अगर आप एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में परिवर्तित होने से रोकने के लिए एसीई अवरोध के लिए एक नया मॉलिक्यूल डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं आपको बस इतना करना है की एक डिजाइन और उनमें से प्रत्येक को डॉकिंग करना शुरू करें और देखें कि बाइन्डिंग एनर्जी कहां आती है और उस से आप देख पाएंगे कि इसकी एक्टिविटी क्या होगी और यह सब डेटा लिटरेचर से लिया जाता है तो लिटरेचर डेटा से आपको यह ग्राफ़ मिलता है और फिर जब आप नए मॉलिक्यूल को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो हम इस ग्राफ़ का उपयोग नए कंपाउंड की एक्टिविटी को जानने के लिए कर सकते हैं तो यह टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन की खास बात है तो इस पर एक और उदाहरण जो हम देखेंगे वह है ट्यूबलीन ट्यूबलीन एकत्रित होते हैं और अलग होते हैं एक माइक्रोटूब्यूल बनाने के लिए कोशिका के भीतर माइक्रोटूब्यूल निरंतर एकत्रित होती है और विघटन करती हैं वे कोशिका के आकार का निर्धारण करती हैं विभिन्न प्रकार की कोशिका गतिविधि के द्वारा कोशिका लोकोमोशन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनेल सूत्रीविभाजन के दौरान गुणसूत्रों के पृथक्करण में तो ऐसी ड्रग्स हैं जो असेंबली को रोकती हैं ऐसी ड्रग्स भी हैं जो विघटन को रोकती हैं विन्ब्लास्टाइन विन्क्रिस्टाइन ये ऐसी ड्रग्स हैं जो माइक्रोटूब्यूल पोलीमराइजेशन को रोकती हैं तो यह असेंबली को नहीं होने देती है जबकि टैक्सोल पैक्लिटैक्सेल ये ड्रग्स माइक्रोटूब्यूल के साथ जुड़ती है और उसको स्थिर करती है तो यह विघटन को रोकती हैं तो स्तन कैंसर डिम्बग्रंथि के कैंसर फेफड़े के कैंसर में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है तो आप इन माइक्रोटूब्यूल को बनाने के लिए असेंबल या डिसेसेंबल करते हैं तो ऐसी ड्रग्स हैं जो असेंबली को रोकती हैं ऐसी ड्रग्स भी हैं जो विघटन को रोकती हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं टैक्सोल कुछ खास इन्हिबिटर के साथ बाइंड करा है ट्यूबलिन इस विशेष संदर्भ से लिया गया है तो यह है हमारे पास इस चित्र में एक्टिव साइट दिखाई गई है टैक्सोल की एक्टिव साइट में बाइंडिंग लाल वाले ऑक्सीजन हैं नीले वाले नाइट्रोजन हैं हरे कार्बन हैं और सफेद हाइड्रोजन हैं तो हमारे पास कई मॉलिक्यूल हैं जो इस विशेष प्रोटीन से जुड़ते हैं और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे घटती हुई एनर्जी या नकारात्मक की तरफ बढ़ती हुई ज्यादा बाइंडिंग कह सकते हैं बढ़ती हुई एक्टिविटी तो यह एक्टिविटी बढ़ती रहती है और जैसे जैसे यह अधिक बेहतर बाइंडिंग अधिक इंटरेक्शन बाइंडिंग के और कम होने या एक्टिविटी वैल्यू भी बढ़ती रहती है तो मैंने आपको लक्ष्य पर आधारित ड्रग डिज़ाइन के बहुत से उदाहरण दिखाए जहाँ हम विभिन्न लाइगैंड की बाइंडिंग कर सकते हैं एक बार जब आपके हमारी रुचि का प्रोटीन आपके पीडीबी डेटा बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और फिर हम डॉकिंग कर सकते हैं और मैंने आपको पिछली कक्षा में दिखाया था कि डॉकिंग कैसे करें निश्चय ही ऑटो डॉक है जो कि एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और यह स्विस डॉक भी है वह भी है जो एक अच्छा काम कर सकता है यह एक वेब सर्वर के माध्यम से किया जाता है और सभी सॉफ्टवेयर इस के साथ होते हैं तो हम यहां भी डॉकिंग कर सकते हैं तो आप डॉकिंग सबमिट कर सकते हैं मैं बहुत अधिक समय नहीं देना चाहता तो यहाँ हम लक्ष्य देते हैं तो हम 3v99 दे सकते हैं तो हमारे पास यह विशेष प्रोटीन है और फिर यहाँ उस जगह में हम लाइगैंड दे सकते हैं और फिर हम डॉकिंग के लिए सबमिट कर सकते हैं आप सेट अप करें और फिर यहां हम लाइगैंड को दे सकते हैं लाइगैंड नाम तो हम लाइगैंड लोड कर सकते हैं और फिर हम लाइगैंड लोड कर सकते हैं तो हमने दोनों एस्पिरिन mol 2 फ़ाइल लोड की हैं 3v99 एक 5 लॉक्स फ़ाइल है और फिर हम जॉब का नाम दे सकते हैं एस्पिरिन डैश फाइल lox और फिर हम यहां अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं और फिर परिणाम आपके पास आएंगे परिणाम आपके पास आएंगे आप डॉकिंग शुरू कर सकते हैं परिणाम आपके पास आएंगे स्विस डॉक के परिणाम इस तरह से आपके ईमेल पर आते हैं यदि आप परिणामों पर क्लिक करते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं तो आप एस्पिरिन और 5 लॉक्स के बीच बाइन्डिंग एनर्जी देख सकते हैं यही है जो हमने दिया था 3v99 और एस्पिरिन हमने एस्पिरिन mol 2 प्रारूप में और 3v99 PDB के रूप में दिया था तो हम इसे देख सकते हैं और यहाँ आप अनुमानित डेल्टा G देख सकते हैं यह उच्चतम नकारात्मक बाइन्डिंग एनर्जी दे रहा है यह सभी क्लस्टर 0 है और फिर क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 और इसी प्रकार वास्तव में तो आप यहां देख सकते हैं हम विभिन्न क्लस्टर पर क्लिक कर सकते हैं तो हम यहां एस्पिरिन देख सकते हैं जैसा कि आप कर सकते हैं क्या आप यहाँ एस्पिरिन देख सकते हैं एस्पिरिन यहाँ दिखाई दे रहा है एस्पिरिन यहाँ कहीं है क्या आप एस्पिरिन देख पा रहे हैं हाँ आप यहां एस्पिरिन देख सकते हैं और यह 5 लॉक्स एंजाइम है यह स्विस डॉक से आउटपुट है तो यह आपको बड़ी संख्या में परिणाम देता है और विभिन्न क्लस्टर भी आपको देता है तो आप देख सकते हैं कि एस्पिरिन कैसे बाइंड करता है आप विभिन्न समूहों को देख सकते हैं तो एस्पिरिन वहाँ नीचे हैं तो विभिन्न स्थानों में स्थानों से शुरू करते हुए और फिर यह बाइंड करती है आप यहां एस्पिरिन देख सकते हैं तो हम कुछ डाउनलोड कर सकते हैं हम इनमें से कुछ प्रीडिक्शन फ़ाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं हम उन्हें और अधिक विस्तार से देख सकते हैं जिन्हें मैंने डाउनलोड किया है तो हम इसे देख सकते हैं तो इस प्रकार से एस्पिरिन विभिन्न समूहों में मौजूद होती है तो आम तौर पर यह क्लस्टर जो सबसे बड़ा है वह क्लस्टर 0 और क्लस्टर 1 होना चाहिए तो मुख्य रूप से एस्पिरिन इन जगहों पर किसी भी अन्य स्थानों की तुलना में अधिक बाइंड होगी तो यह एस्पिरिन है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो दूसरा क्लस्टर क्लस्टर 1 है जहां एस्पिरिन अधिक बाइंड हुआ है हां यहां यहां तो क्लस्टर 0 और क्लस्टर 1 यहां दिखाई दे रहे हैं तो मुख्य रूप से क्लस्टर 1 क्लस्टर 0 और क्लस्टर 1 हम उन्हें देख सकते हैं तो स्विस डॉक एक और दिलचस्प प्रोग्राम है जिसका उपयोग प्रोटीन पर लिगेंड डॉकिंग के लिए किया जा सकता है और यह आपको अनुमानित डेल्टा जी देता है किलो कैलोरी प्रति मोल में अन्य सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो जो बाइंडिंग साइट विश्लेषण को देखते हैं मान लीजिए कि आपके पास कई प्रोटीन हैं और आपको यह जानने में रुचि है कि उन प्रोटीन एक्टिव साइटों के बीच क्या संबंध है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं और एक सॉफ्टवेयर है जिसे पैच डॉक कहते हैं और मल्टी बाइंड नामक एक अन्य सॉफ्टवेयर है पैच डॉक मॉलिक्यूलर डॉकिंग है यह आकार पूरक सिद्धांतों पर आधारित है तो मैं एक प्रोटीन डाल सकता हूं और फिर मैं एक लाइगैंड डाल सकता हूं और यदि आप यह खोजने की कोशिश करते हैं कि आकार पूरक क्या है तो मैं एक ही लाइगैंड को प्रोब के रूप में ले सकता हूं और फिर मैं विभिन्न प्रोटीनों को देख सकता हूं इसे पैच डॉक कहा जाता है एक अन्य सॉफ्टवेयर जिसे मल्टी बाइंड कहा जाता है तो यह प्रोटीन बाइंडिंग साइट के कई एलाइनमेंट को संरेखित करता है साइट करता है और फिर प्रोटीन के सेट के एक स्थानिक संबंध या समान बाइंडिंग पैटर्न को पहचानता है तो इसे मल्टी बाइंड कहा जाता है मल्टी बाइंड विभिन्न प्रोटीनों को देखता है या हम ज़िप फ़ाइल के रूप में शामिल कर सकते हैं तो यह विभिन्न प्रोटीनों की तुलना करता है और यदि आपको समान रासायनिक पैटर्न मिलता है तो मल्टी बाइंड के परिणाम फिर से आपके ईमेल आईडी पर आ जाते हैं जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और मुख्यतः मल्टी बाइंड को देखते हैं मूल रूप से विभिन्न प्रोटीनों की तुलना करता है यह अलग अलग प्रोटीनों की तुलना करता है और देखता है कि सामान्य विशेषताएं क्या हैं उनकी एक्टिव साइटों में यह बहुत उपयोगी है यदि आप प्रोटीन की श्रेणी को देख रहे हैं और मुख्यतः उदाहरण में हमने 3v99 को देखा 3v99 को देखा और हमने 5k IR को देखा 3v99 है हाँ 3v99 एक 5 हाइपोऑक्सीजनेस प्रोटीन है जिसमें एराकिडोनिक एसिड जुड़ा होता है और 5 KIR साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है एंजाइम जिसके साथ Vioxx जुड़ा हुआ है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 प्रोस्टाग्लैंडिंस में शामिल है और 5lox हाइपोऑक्सीजनेस ल्यूकोट्राईइन में शामिल है तो आपको इस तरह के परिणाम मिलते हैं तो 2 प्रोटीन 3v99 जो कि 5 लाइपोक्सिजेनेज प्रोटीन है और दूसरा 5 KIR है जो एक साइक्लोऑक्सीजिनेज प्रोटीन है इसमें Vioxx जुड़ा है और 3v99 में एराकिडोनिक एसिड होता है तो इन 2 प्रोटीन के एक्टिव साइटों की तुलना की जा रही है और हाइड्रोजन बांड डोनर एलिफेटिक एक्सेप्टर हैं डोनर हैं और आपको इसका एक स्कोर मिलता है यह आपको स्कोर भी देता है स्कोर 100 है जो कम है उच्च स्कोर का मतलब है कि उनकी उच्चतर समानता जबकि कम स्कोर का मतलब है कम गुण तो यह सॉफ्टवेयर उपयोगी है यदि आप प्रोटीन के विभिन्न एक्टिव साइटों को देख रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं तो यह उपयोगी है हाँ यह उपयोगी है यदि आप विभिन्न प्रोटीनों की तुलना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या एक ही ड्रग इन 2 प्रोटीनों के एक्टिव साइट पर काम कर सकती है क्योंकि उनकी एक्टिव साइट की संरचनात्मक विशेषताओं में समानता हो सकती है उदाहरण के लिए एराकिडोनिक एसिड पाथवे में कुछ प्रोटीन हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे पीजीएफएस पीजीआईएस पीजीडीएस कहा जाता है जैसे कि पीजीईएस तो आप इनके बीच में तुलना कर सकते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ समान विशेषताएं हैं PGFS की तुलना PGIS से PGDS की तुलना PGFS से PGES की तुलना PGIS से PGES की तुलना PGFS से तो यह एक प्रकार का स्कोर देता है और कह सकते हैं कि ये इन प्रोटीनों के बीच की सामान्य विशेषताएं हैं हाँ तो ये पीजीईएस पीजीडीएस पीजीआईएस हैं तो इन 4 के बीच सामान्य विशेषता क्या है तो हम मल्टी बाइंड नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं और फिर सॉफ्टवेयर इस तरह के परिणाम दे सकता है इन प्रोटीनों के बीच समानता तो जोड़ी के अनुसार तुलना फिर कह सकते हैं कि यह एक स्कोर है तो ये प्रोटीन PGFS और PGIS का एक समान स्कोर है PGIS और PGFS क्या है जैसा कि मैंने यहां उल्लेख किया है वे सभी एराकिडोनिक एसिड पाथवे में आते हैं तो हमारे पास यह पीजीआईएस पीजीडीएस पीजीआईएस पीजीईएस पीजीडीएस और इसी प्रकार है तो ये हैं इन सभी प्रोटीनों के बीच क्या समानता है वह यह विशेष सॉफ़्टवेयर बताने में सक्षम होगा मल्टी बाइंड यदि आप दूसरे को देखते हैं पैच डॉक को यह क्या कहता है तो यह एक मॉलिक्यूल और एक लाइगैंड लेता है और फिर यह इसे एक प्रोब के रूप में लेता है और देखता है कि उस लाइगैंड और हमारे रुचि के मॉलिक्यूल के बीच क्या आकार समानता है आई एम सॉरी प्रोटीन तो यह आपको आकृति के लिए पूरक मानदंडों को बताता है यह इस पर आधारित है इसे पैच डॉक कहा जाता है तो यह सॉफ्टवेयर भी बहुत उपयोगी है तो यह डॉकिंग नहीं करता है तो यह आपको एक रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल देता है यह आपको लाइगैंड मॉलिक्यूल देता है यह ईमेल पता देता है और फिर यह job3v99 करता है क्षमा करें हम इस तरह दे सकते हैं तो हम यहाँ एक चूज़ फ़ाइल दे सकते हैं तो हम इस तरह दे सकते हैं तो हम फिर से यहाँ आपके लाइगैंड के लिए एक चूज़ फ़ाइल दे सकते हैं और फिर हम ईमेल पता देते हैं और फिर यह यहां काम करता है तो यह मूल रूप से लाइगैंड और प्रोटीन के बीच आकार की पूरकता को देखता है तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल हम अपनी फ़ाइल 3v99 से चुन सकते हैं हम इसे एक लंबे समय से देख रहे हैं पीडीबी 3v99 तो हम यहां पीडीबी श्रृंखला आईडी उदाहरण दे सकते हैं तो आप कह सकते हैं 3v99 यहां लाइगैंड मॉलिक्यूल है हम एस्पिरिन दे सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं एस्पिरिन एमओएल 2 फ़ाइल यहाँ स्वीकार की जाती है मुझे लगता है कि यह एमओएल 2 है फिर मैं अपना ईमेल आईडी देता हूं और फिर डिफ़ॉल्ट होता है तो किस प्रकार यह होता है तो पैच डॉक के परिणाम जो एक सॉफ्टवेयर है जो लाइगैंड और प्रोटीन की संरचनात्मक विशेषताओं की तुलना करता है जिसका अर्थ है मुख्यतः कि क्या इसके पास कौनकेव या अवतल क्षेत्र है या कौनवैक्स या उत्तल क्षेत्र हैं कि क्या उनके पास कंप्लीमेंट्री रीजन है और जानकारी देते हैं की क्या लाइगैंड जाएगा और उस प्रोटीन जो पैच डॉक द्वारा दिया गया है पर जुड़ेगा और परिणाम फिर से आपके ईमेल पर आते हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम एस्पिरिन देख रहे थे और हम 5 लाइपोक्सिनेज प्रोटीन देख रहे थे 3v99 तो यह देखने की कोशिश करता है और एक स्कोर देने की कोशिश करता है बड़े स्कोर छोटे स्कोर और वास्तव में इसी प्रकार तो पैच डॉक जो कि एक तरह की लाइगैंड की तुलना है जैसे की एस्पिरिन इस खास केस में और प्रोटीन 3v99 जो एक 5 लाइपोक्सिनेज है तो पैच डॉक molecular docking के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह देखता है क्या यहां एक कौनवैक्स या उत्तल पैच है कौनकेव या अवतल पैच है और क्या वहाँ लाइगैंड में एक पूरक उत्तल और अवतल पैच है या नहीं तो हम कह सकते हैं संभवतः वे एक जगह पर इंटरेक्ट कर सकते हैं तो यह प्रोटीन लाइगैंड हो सकता है यह 2 प्रोटीन हो सकते हैं यह ड्रग प्रोटीन डीएनए हो सकता है तो हम वास्तव में बहुत सी चीजें कर सकते हैं तो यह सिर्फ आकार पूरक मानदंडों पर आधारित है तो यदि आपके पास एक कौनकेव या अवतल है और यदि दूसरे लिगेंड में एक कौनवैक्स या उत्तल है और वे मिलान कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां एक अंतःक्रिया या बंधन हो सकता है तो इस तरह यह आप को स्कोर देता है तो यह एक अन्य सॉफ्टवेयर है जो कि जब आप लिगेंड और प्रोटीन देख रहे होते हैं तब उपयोगी होता है परिणाम इस विशेष आईडी पर मिलते हैं तो यह भी एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है तो यह मल्टी बाइंड कई प्रोटीन बाइंडिंग साइटों को देखता है और फिर यह बताता है कि समानता सिद्धांत क्या है जैसे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय नॉनपोलर और इसी प्रकार जबकि एक पैच डॉक लाइगैंड की तरह दिखता है और प्रोटीन को लक्षित करता है और देखता है कि आकृति के आधार पर समानता क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे सभी वेब सर्वर आधारित हैं तो हम अपनी समस्या अपलोड करते हैं और परिणाम आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएंगे और आप उनका विश्लेषण शुरू कर सकते हैं तो वे सभी नि शुल्क हैं तो हम अगली कक्षा में भी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के विषय को जारी रखेंगे आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद